आइए अब हम पता करने की कोशिश करते हैं कि किसी लोकेलिटी पर रखी हुई झुकी हुई सतह पर कितनी एनर्जी इंसीडेंट होती है रोजाना इसके लिए हम पहले 2D ग्राफिक्स में होराइजन प्लेन बनाते हैं यह होराइजन प्लेन है जिसको हमने सीधी रेखा से दिखाया है और यह होराइजन प्लेन पृथ्वी की सतह पर एक मनमानी लोकेलिटी पर है जिसे जेनिथ एक्सिस Z कहते हैं जैसा हम पहले भी देख चुके हैं अब तक हमने हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट कलेक्टर का प्रयोग किया जोकि इस तरह दिखता है और इस हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर हम इच्छुक थे रोजाना इंसीडेंट होने वाली एनर्जी को निकालने के लिए परंतु आमतौर पर फ्लैट प्लेट कलेक्टर हॉरिजॉन्टल नहीं रखे जाते हैं लोकेलिटी पर बल्कि वह एक एंगल पर रखे जाते हैं जिससे कि मैक्सिमम सोलर रेडिएशन को इकट्ठा किया जा सके इसलिए अगर हम इस हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट कलेक्टर को ß एंगल पर रखें होराइजन प्लेन से तो यह झुक जाएगा और हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट कलेक्टर अब झुका हुआ होगा ß एंगल पर जिससे की झुके हुए कलेक्टर का फेस अब इक्वेटर की तरफ होगा नार्दन हेमिस्फीयर में इसका फेस दक्षिण की तरफ होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका फेस उत्तर की तरफ होगा या सामान्य तरीके से हम यह कह सकते हैं कि झुका हुआ कलेक्टर का फेस इक्वेटर की तरह होगा अब मैं इसे धक्का दूँगा और नीचे लाऊंगा ओरिजिन पर इस तरह से और अब इस झुके हुए कलेक्टर पर एक नॉर्मल रेखा खींचिए इस रेखा को हम N एक्सिस कहते हैं जो इस ß एंगल सेझुके हुए फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर नॉर्मल वेक्टर की तरह है अब हमारा उद्देश्य इंसुलेशन वेक्टर को पता करने का है इस नार्मल एक्सिस पर जब फ्लैट प्लेट कलेक्टर हॉरिजॉन्टल था तब इसका नॉर्मल एक्सिस और जेनिथ एक्सिस एक ही थे और तब हम इंसुलेशन वेक्टर जेनिथ एक्सिस पर निकालते थे परंतु अब इस झुके हुए फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर इंसुलेशन वेक्टर हमें N एक्सिस पर निकालना होगा वापस से मर्ज कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलिए और याद करिए कि हमने ऐसा ही मर्ज कॉर्डिनेट सिस्टम देखा था यह होराइजन प्लेन है और होराइजन प्लेन के संबंध में आपके पास है लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको लाल रंग से दिखाया गया है और यह होराइजन प्लेन का दक्षिण है और यह जेनिथ एक्सिस है और जो नीले रंग से दिखाया गया है वह अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है इक्वेटोरियल प्लेन के संबंध में यह मेरीडोनल एक्सिस है और यह पोलर एक्सिस है अब इस पर झुके हुए फ्लैट प्लेट कलेक्टर को मर्ज करिए अब हमारे पास लोकेलिटी पर होराइजन प्लेन है और झुका हुआ फ्लैट प्लेट कलेक्टर है जो होराइजन प्लेन से ß एंगल बना रहा है और जो प्लेन इस झुके हुए फ्लैट प्लेट कलेक्टर के साथ है उसको झुका हुआ होराइजन प्लेन कहते हैं और इस झुके हुए फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर नॉर्मल एक्सिस N है जो इस झुके हुए फ्लैट प्लेट कलेक्टर से ऑर्थोंगोनल है अब आइए हम इस ओरिजिन को मर्ज करते हैं पहले से मर्ज कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम के साथ इस तरह से यहां रखने के बाद इसको ओरिजिन पर इस तरह घूमांए जिससे कि दोनों होराइजन प्लेन एक साथ हो जाएं अब लोकल सेंट्रिक होराइजन प्लेन इस तरह दिखेगा और लोकल सेंट्रिक होराइजन प्लेन से ß एंगल पर आपके पास एक झुका हुआ फ्लैट प्लेट कलेक्टर है और जो प्लेन इस फ्लैट प्लेट कलेक्टर के साथ है उसे झुका हुआ होराइजन प्लेन कहते हैं और इस पर एक नॉर्मल बनाइए जिसे N एक्सिस कहते हैं अब यह जरूरी है कि हम वह इंसुलेशन निकालें जो इस नॉर्मल एक्सिस पर इंसीडेंट हो रही है फिर इंसिडेंट एनर्जी का पता करें उस झुके हुए फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर इसलिए इस नए मर्ज कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम को याद रखें और हम इसका प्रयोग करेंगे झुके हुए सरफेस पर एनर्जी निकालने के लिए जैसा कि हम जानते हैं की हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर एनर्जी निकालने के लिए लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करते हैं जहां इंसुलेशन होराइजन प्लेन के दक्षिण एक्सिस पर इंसुलेशन पूर्व एक्सिस पर और इंसुलेशन जेनिथ एक्सिस पर दिया हुआ होता है जिसको हम LS LE और LZ से दर्शाते हैं और यह जेनिथ एंगल और एजीमूथ एंगल पर आश्रित होता है और अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेटर सिस्टम में इंसुलेशन होता है Lm मेरिडियन एक्सिस पर Le होता है ईस्ट ऑफ मेरिडियन पर और Lp होता है पोलर एक्सिस पर यह तीनों दिए होते हैं डेकलिनेशन एंगल और आवर एंगल के संबंध में अब इस झुके हुए सरफेस को लाते हैं और देखते हैं की अब झुके हुए फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर नॉर्मल इंसुलेशन कैसे निकालते हैं अब यहां हम नए संशोधित मर्ज कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम को रखते हैं यह झुका हुआ फ्लैट प्लेट कलेक्टर है जोकि ß एंगल पर होराइजन प्लेन से रखा हुआ है और अब हमारे केंद्र का बिंदु इस एक्सिस पर इंसुलेशन निकालना है इसको हम N एक्सिस कहते हैं जो कि झुके हुए फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर नॉर्मल है इसलिए इसे बनाइए और मैं इसका नाम LN वेक्टर रखता हूं यहां दो वेक्टर हैं अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के पहला Lm जो मेरीडोनल एक्सिस पर है और दूसरा Lpजो पोलर एक्सिस पर है अब पहले की तरह उसी तरीके से हम इसको रिजॉल्व करेंगे जहां यह ß एंगल है तो यह ϕ -ß एंगल है अब हम लिख सकते हैं LN Lm cos ϕ - ß LP sin ϕ - ß और अब इसमें Lm और LP की वेल्यू रखेंगे

अब यह उस इंसुलेशन का इक्वेशन है जो झुके हुए फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर परपेंडिकुलर इंसीडेंट करेगी जोकि इक्वेटर से ϕ लाटीट्यूड पर रखी हुई है अब अगर हम LN को इंटीग्रेट करें पूरे दिन पर तब यह हमें झुके हुए सरफेस पर एनर्जी देगा इसलिए अब हम झुके हुए सरफेस पर रोजाना पढ़ने वाली एनर्जी को निकालेंगे और यह कुछ और नहीं बल्कि H है और हम इसे से Hot दिखाते हैं क्योंकि Ho हमने हॉरिजॉन्टल प्लेट प्लेट पर एनर्जी निकालने के लिए दिखाया है और Hot झुके हुए सरफेस पर रोजाना पढ़ने वाली एनर्जी को दिखाता है और यह 0 से ωsr तक इंटीग्रेट करके निकालेंगे जहां ωsr सूर्योदय का एंगल है मैं अब इसे थोड़ा बदलने जा रहा हूं और इसे में ωsr से दिखाऊंगा झुके हुए सरफेस के लिए LN को हम इंटीग्रेट करेंगे dω पैरामीटर के साथ जहां ω आवर एंगल को दर्शाता है अब यह आपको झुके हुए सरफेस पर रोजाना पढ़ने वाली एनर्जी देगा आइए अब एस इंटीग्रेशन को करें और देखें कि क्या मिलता है Hot की यूनिट यहां kWradianm2day होगी क्योंकि ω रेडियन में है अब हमें इसको kWhm2day मैं बदलना है जैसा हमने H0 के केस में किया था इसके लिए हम स्केल फैक्टर 12pie का प्रयोग करेंगे स्लाइड में दिए हुए इक्वेशन को देखें यहां LSC सोलर कांस्टेंट है और k कन्वर्जन फैक्टर है इसको हल करिए और अब यह झुके हुए फ्लैट प्लेट पर इंसीडेंट एनर्जी होगी जो ϕ लाटीट्यूड पर रखी हुई है और जिसका झुकाव लोकल होराइजन प्लेन से ß एंगल है किसी जगह के होराइजन प्लेन के संबंध में ωsr बराबर होगा Cos 1 tan ϕ tan 𝛿 के जैसा हम जानते हैं अब अगर आप झुका हुआ होराइजन प्लेन ले तो अब इसे हम ωsrß से दिखाते हैं और यह ß एंगल से झुका हुआ है जैसा हमने मर्ज कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था अब यहां इसकी वेल्यू Cos 1 tan ϕ ß tan 𝛿 के बराबर होगी अब ωsrß सूर्योदय का एंगल होगा ß एंगल से झुके हुए होराइजन प्लेन के लिए जिसका लाटीट्यूड ϕ है ध्यान रखिए कि सूर्य होराइजन होगा जगह के होराइजन और झुके हुए प्लेट के होराइजन दोनों के लिए यहां आपके पास होराइजन प्लेन है और आपके पास झुका हुआ होराइजन प्लेन भी है जो ß एंगल होराइजन प्लेन से बना रहा है सूर्य इन दोनों होराइजन प्लेन से ऊपर होना चाहिए जिससे कि झुके हुए फ्लैट प्लेट पर प्रभावी नॉर्मल इंसुलेशन LN पड सके इसलिए सिर्फ यह जरूरी नहीं है की सूर्य होराइजन प्लेन से ऊपर को बल्कि यह भी जरूरी है कि वह झुके हुए होराइजन प्लेन से भी ऊपर हो अगर आप एक उदाहरण लें की इस होराइजन का आवर एंगल ωsr है साल के किसी दिन किसी लाटीट्यूड पर तो सूर्य पहले इस होराइजन के ऊपर उदय होगा और फिर इस होराइजन के ऊपर होगा यह भी हो सकता है की सूर्य पहले झुके हुए होराइजन के ऊपर उदय हो तब उसके बाद होराइजन प्लेन के ऊपर हो यह निर्भर करेगा की सूर्योदय नार्दन हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर मैं हो रहा है इसलिए मान लीजिए कि अभी सूर्य होराइजन प्लेन के लोकेलिटी के ऊपर उदय हुआ है तो हम उसे ωsr कहेंगे और यह अभी झुके हुए होराइजन प्लेन के ऊपर नहीं गया है जब सूर्य झुके हुए प्लेन से ऊपर उदय होगा तब आप देखेंगे की ωsr छोटा है जब हम इसको मेरिडियन एक्सिस से नापते हैं होराइजन प्लेन की जगह इसलिए हम इन दोनों में से छोटा एंगल लेते हैं जिससे पडने वाली प्रभावी इंसुलेशन सही हो यह तभी होगा जब सूर्य दोनों होराइजन प्लेन से ऊपर उदय हो इसलिए हम ωsrt को निकालते समय कि दोनों वेल्यू ωsr और ωsrß मे से छोटा वेल्यू लेंगे इसलिए जब भी आप इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे झुके हुए प्लेट पर इंसीडेंट एनर्जी निकालने के लिए तब झुके हुए प्लेट के लिए सूर्योदय का आवर एंगल ωsr और ωsrß मे से छोटा वेल्यू लेंगे इन दोनों में से छोटा वेल्यू को यह ωSRT के बराबर रखेंगे